तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण है हैमिंग दूरी इसलिए यह अमीनो एसिड संरचना पर आधारित है रचना की गणना कैसे करें छात्र अमीनो एसिड की संख्या n एन द्वारा विभाजित इसलिए N एक अनुक्रम में कुल अवशेष हैं और यह n विशेष प्रकार का अवशेष है कोई भी अवशेष अलैनिन या जो भी हो 20 अवशेष अब मुझे 3 क्रम मिलते हैं तो आप इन तीन अनुक्रम में कितने क्लस्टर लगा सकते हैं और कौन से दो क्रम एक दूसरे के करीब हैं तो बस हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं हेमिंग दूरी यह i की संरचना 1 के बराबर है शून्य से रचना 2 का i पूर्ण अंतर लें मैं 1 से 20 तक भिन्न होता है तो अनुक्रम 1 के लिए अलग रचना क्या है कितने अवशेष 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सादगी के लिए मैंने 10 लगाए लेकिन आमतौर पर प्रोटीन अनुक्रम की औसत लंबाई क्या है छात्र 100 ठीक है आप 200 से 300 या 100 से 300 के आसपास बड़ी भीड़ देख सकते हैं औसत लंबाई 315 अवशेषों के आधार पर है जो UniProt डेटाबेस में जमा है इसके अलावा मैंने ग्राफ को अवशेषों की संख्या बनाम आवृत्ति से जोड़ा आपको 100 से 300 अवशेषों को जानना चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम लेते हैं सादगी के लिए मैं छोटे पेप्टाइड्स का उपयोग करता हूं जो पहले अनुक्रम में A के लिए संयोजन है छात्र 03 03 सी 0 डी 01 इ छात्र 0 एफ छात्र 0 0 जी छात्र 0 0 H0 मैं छात्र 02 02 क छात्र 02 K 02 है स्टूडेंट L भी 02 L है 02 एम नहीं एन छात्र 0 नहीं छात्र अन्य सभी 0 सभी 0 हैं 02 04 06 091 तो दूसरे के लिए छात्र 04 04 छात्र 0 01 छात्र 0 ई एफ जी एच i 01 है क छात्र 02 02 एल 01 4 5 6 8 9 एक और है एस 01 तो तीसरा क्रम तो अलैनिन का क्या संयोजन है छात्र 01 01 नहीं सी डी 01 ई 01 एफ नो जी एच I 01 के 01 एल 01 एम एन पी 01 क्यू 01 नहीं आर नहीं एस स्टूडेंट 01 डब्ल्यू 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एस 01 गायब है तो अब हम 1 और 2 के बीच हैमिंग की दूरी की गणना करते हैं 1 और 2 के बीच हैमिंग का मान कितना है छात्र 01 बिंदु छात्र 03 छात्र हम्म यह 01 0 02 03 04 है अब डी एच 1 और 2 और 3 के बीच 08 छात्र 08 बहुत ऊँचा तो 1 और 3 के बीच 10 इसलिए हमारे अलग अलग क्रम हैं कुछ गलत है तो तीन अलग अलग अनुक्रम इसलिए हम किसी भी जोड़े के बीच हैमिंग दूरी की गणना कर सकते हैं अब यदि आप इसे देखते हैं कौन से दो क्रम एक दूसरे के करीब हैं छात्र 1 और 2 1 और 2 एक दूसरे के करीब हैं यदि आप इसे देखते हैं 1 और 2 वे एक दूसरे के करीब हैं हमें मान 04 मिलता है इसलिए हम अलग अलग अनुक्रम देख सकते हैं तब यदि आपके पास कोई विशिष्ट सीमा है उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 05 की सीमा है फिर 1 और 2 एक दूसरे के करीब हैं या तो 1 या 2 फिर हम 3 ले सकते हैं आप अलग अलग समूहों में बना सकते हैं और प्रत्येक क्लस्टर से हम एक प्रतिनिधि डेटा और अंत में ले सकते हैंसही आपको नॉन रेडडेंट सेट प्राप्त होते हैं यह एक हैमिंग दूरी है तो एक और हैमिंग दूरी के समान है हम यूक्लिडियन दूरी भी प्राप्त कर सकते हैं हैमिंग दूरी और यूक्लिडियन दूरी के बीच का अंतर है अंतर क्या है छात्र वर्गों का योग वर्गों का योग है इसलिए आप 1 की संरचना शून्य से 2 की रचना ले सकते हैं पूरा वर्ग क्योंकि हम चिन्ह की परवाह नहीं करते हैं फिर तुम्हें जड़ पकड़नी होगी तो 1 और 2 के बीच का मान क्या है छात्र 04 कि आपको अंतर सही लगता है 01 02 03 04 तो आपको रूट लेना होगा छात्र 01 01 वर्ग यह 004 के बराबर है 001 के बराबर 01 वर्ग छात्र हाँ प्लस 001 प्लस 001 प्लस 001 और रूट ले यह 004 के बराबर है छात्र बिंदु 02यह DE 1 2 का Dकैसे हैE 2 3 का 2 और 3 009 है 001 यहाँ यह 0 है यहाँ यह 001 है 1 2 3 बार इसलिए इसका मतलब है 001 5 में यह 009 और 005 के बराबर है यह 014 के बराबर है इसलिए 014 की जड़ यह 04 के बराबर है छात्र 03 कुछ 03 कुछ इसी तरहDE 13 का 13 क्या है छात्र 04 004 004 0 है ये है छात्र 001 छात्र 2 2 3 4 5 6 7 बार 001 से 7 में हां 011 तो 011 03 के बराबर है तो फिर यह सबसे करीबी है यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि आप इन तीन अनुक्रमों के बीच निकटतम हैं तो आप कोई भी जोड़ा बना सकते हैं और आप कोई भी अलग अलग क्लस्टर बना सकते हैं आप कोई भी कटऑफ कर सकते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ हमने अमीनो एसिड रचना का उपयोग किया एक आकृति के रूप इसी तरह हम किसी भी आकृति का उपयोग क्लस्टर्स को असाइन करने के लिए कर सकते हैं और आप नॉन रेडडेंट अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं तो इन CD HIT को कैसे स्थापित करे यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और यह प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए बहुत आसान है और इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करेगा इसलिए पहले आप फ़ाइलों को डाउनलोड करें और फिर टार का उपयोग करके अनपैक करें और फिर आपको अपनी निर्देशिका में जाना होगा और आप मेक का उपयोग करके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं सही और प्रोग्राम को चला सकते हैं इसलिए पहले प्रोग्राम को डाउनलोड करना होगा आपको अनपैक करना होगा और फिर कंपाइल करना होगा और आपको प्रोग्राम चलाना होगा यह वह कदम है जो हम प्रोग्राम को सम्मलित करते समय उपयोग करते हैं UNIX सिस्टम में तो CD HIT कैसे चलाएं क्योंकि यह वह प्रोग्राम है जो आप डॉट स्लैश सीडी हाइट डालते हैं और यही वह कमांड है जिसे हमें देना है तो i के लिए क्या है वह इनपुट है हम इस इनपुट फ़ाइल को नाम देते हैं db इनपुट फ़ाइल नाम देता है और O क्या है छात्र आउटपुट यह आउटपुट यह आउटपुट फ़ाइल नाम है डीबी 90 आउटपुट फ़ाइल नाम है और यहां हम सी देते हैं 09 और एन माइनस 5 09 क्या है यह आइडेंटिटी तो कौन सी आइडेंटिटी आपको आवश्यकता है जबकि 90 प्रतिशत या 80 प्रतिशत या 40 प्रतिशत यदि आपको 40 प्रतिशत की आवश्यकता है आपको क्या देना है छात्र 04 04 उदाहरण के लिए यह 40 प्रतिशत या 5 के बराबर n है 5 के बराबर n क्या है छात्र वर्ड साइज वर्ड साइज इसलिए इस मामले में हम पेंटापेपाइड्स की तलाश करते हैं उन अनुक्रमों के भीतर कितनी बार प्रत्येक पेंटापेपाइड्स होते हैं इसलिए आपकी अनुक्रम पहचान और वर्ड साइज पर निर्भर करता है इसलिए CD HIT चलेगा और फिर आपको क्रम देगा उदाहरण के लिए n यह एक विकल्प है वे 07 से 1 तक थ्रेसहोल्ड के लिए 5 के बराबर डिफ़ॉल्ट कहते हैं n 4 के बराबर वे 5 से 6 के लिए 6 से 7 और 3 का उपयोग करते हैं यह सामान्य सीमा है जिसका उपयोग हम CD HIT चलाने के लिए करते हैं तो अब हम अनुक्रम देते हैं इसलिए हमारे पास फास्टा प्रारूप में सभी अनुक्रम हैं और हम सीडी हिट चलाते हैं यह इनपुट फ़ाइल है और यहाँ यह आउटपुट है तो 85 प्रतिशत अनुक्रम पहचान के साथ और वर्ड साइज n का उपयोग करना इसलिए आप किसी भी वर्ड साइज का उपयोग कर सकते हैं n बराबर 5 तो फिर आप देखेंगे कि आपको अंतिम डेटा मिलेगा अब आपको डेटा मिलेगा तब आप किसी भी विश्लेषण के लिए इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं और अब आपके पास डेटा के दो सेट हैं एक रेडंडान्त अनुक्रम है एक नॉन रेडंडान्त अनुक्रम है यदि आप अपनी रचना या अपने किसी भी गुण की तुलना करते हैं आप नॉन रेडंडान्त के साथ साथ रेडंडान्त के बीच अंतर देख सकते हैं इसके अलावा यह निर्भर करता है आपका डेटा कितना कम हो गया है यदि आप अपने डेटा सेट में बहुत कमी देख सकते हैं तो आप गुणों से बहुत अधिक विचलन देख सकते हैं आप पूरे डेटा सेट से या कम डेटा सेट से क्या गणना करते हैं बहुत अधिक अतिरेक नहीं है कि पहले से ही आपका डेटा सेट नॉन रेडंडान्त है तब आप ज्यादा अंतर नहीं देख सकते फिर हमें समान डेटा मिलेगा जब आप डेटा के पूरे सेट के साथ या डेटा के कम सेट के साथ विश्लेषण करते हैं तो एक और कार्यक्रम है यह भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है ब्लास्टक्लस्ट के अनुप्रयोगों में से एक है आप किसी भी अतिरेक के साथ डेटा प्राप्त कर सकते हैं यदि आप 20 प्रतिशत पहचान या 25 प्रतिशत पहचान चाहते हैं आप इस ब्लास्टक्लस्ट के साथ उपयोग कर सकते हैं यह स्टैंडअलोन प्रोग्राम है जो BLAST के भीतर उपलब्ध है और आप इसका उपयोग प्रोटीन अनुक्रम या न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को क्लस्टर करने के लिए कर सकते हैं आप इसे प्रोटीन के साथ साथ डीएनए अनुक्रमों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं तो यह कैसे काम करता है यह पेयरवाइज मैच से शुरू होना चाहिए और फिर अनुक्रम को एक क्लस्टर में रखता है यदि अनुक्रम कम से कम एक के साथ मेल खाता है अगर दो अनुक्रमों में उच्च पहचान है तब यदि आप 25 प्रतिशत की सीमा में रुचि रखते हैं जो कि 25 प्रतिशत से अधिक है आप एक को क्लस्टर में रखते हैं प्रोटीन के मामले में उन्होंने संरेखण के लिए एक blastp का उपयोग किया न्यूक्लिक एसिड के मामले में वे किस कार्यक्रम का उपयोग करते हैं छात्र ब्लास्टn तो आप अनुक्रम को संरेखित करने के लिए blastn करते हैं फिर तुम्हें मिलता है यह एक कमांड है जिसका उपयोग आप डेटा निकालने के लिए कर सकते हैं आप पहले स्टैंडअलोन प्रोग्राम का उपयोग करके कार्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं आप इस क्रम का उपयोग करके नॉन रेडंडान्त अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ भी वही है i इनपुट फ़ाइल है इसलिए इन्फाइल इनपुट फाइल है और आउटफाइल आउटपुट फाइल है फिर हमें कुछ नंबर मिलते हैं p T - L9 b T S 95 तो यह T का अर्थ क्या है प्रोटीन प्रोटीन के लिए टी रखे उदाहरण के लिए उनके पास L है L 09 के बराबर है और L का अर्थ 09 के बराबर है छात्र कवरेज यह एक कवरेज है इसलिए इसका कवरेज लगभग 90 प्रतिशत है कवरेज का अर्थ क्या है छात्र अनुक्रम कवरेज अनुक्रम कवरेज आप उदाहरण के लिए जानते हैं अगर हमारे पास एक अनुक्रम है यह AITLVIKS है अब आप सिक्वेंस के कुछ भाग को ही देख सकते हैं उदाहरण के लिए केवल यहाँ संरेखित करें इस मामले में क्वेरी कवरेज क्या है छात्र 80 70 प्रतिशत कवरेज के बराबर छात्र 70 प्रतिशत 70 प्रतिशत तो यह है कि आप कितना कवरेज स्वीकार कर सकते हैं और फिर आप इस 95 को देख सकते हैं S 95 क्या है छात्र आइडेंटिटी आइडेंटिटी आप इसे 95 प्रतिशत अनुक्रम पहचान के बारे में कह सकते हैं तो यहाँ आप एक अनुक्रम पहचान और कवरेज के साथ प्रतिबंधित कर सकते हैं कवरेज का उपयोग करने के क्या फायदे हैं छात्र आपके पास कितना है उदाहरण के लिए यदि आपके पास 1 प्रोटीन है 100 अवशेष एक और प्रोटीन 200 अवशेष केवल कुछ हिस्सा केवल 10 अवशेष संरेखित हैं और 10 अवशेष समान हैं यदि आप अपने क्वेरी कवरेज का उपयोग नहीं करते हैं तो संरेखित 10 अनुक्रम और 10 अनुक्रम समान हैं तो क्या आइडेंटिटी होगी छात्र 100 100 प्रतिशत लेकिन आप 100 में से क्वेरी कवरेज देखते हैं केवल 10 के साथ संरेखित किया गया है इसलिए केवल 10 प्रतिशत कवरेज और इसका मतलब है कि सभी 90 पूरी तरह से अलग हैं इस मामले में वे एक दूसरे से अलग हैं इसलिए इस जानकारी को शामिल करने के लिए वे इस कार्यक्रम में क्वेरी कवरेज का उपयोग करते हैं अभी हमने दो अलग अलग एल्गोरिदम या दो अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की छात्र सीडी हिट छात्र ब्लास्टक्लस्ट और ब्लास्टक्लस्ट इसलिए एक और कार्यक्रम है जिसे PISCES कहा जाता है यह एक प्रोटीन अनुक्रम कलिंग सर्वर है नॉन रेडंडान्त अनुक्रम के सबसेट प्राप्त करने के लिए यहां हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं या तो आप इस सर्वर में पहले से उपलब्ध प्रोटीन अनुक्रमों का उपयोग कर सकते हैं मुख्य रूप से पीडीबी से या आप अपना खुद का अनुक्रम दे सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप केवल अपना स्वयं का अनुक्रम देते हैं तो आप Fasta प्रारूप में UniProt अनुक्रम दे सकते हैं यदि आप मौजूदा लोगों के साथ तुलना करना चाहते हैं तब आप मौजूदा पीडीबी डेटा का उपयोग कर सकते हैं और आप तुलना कर सकते हैं और आप किसी भी नॉन रेडंडान्त अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं तो वे इस नॉन रेडंडान्त को कैसे प्राप्त करते हैं यदि आपके पास पीडीबी अनुक्रम है वे एक संरचनात्मक संरेखण और PSI BLAST संरेखण का उपयोग करते हैं तो PSI BLAST संरेखण क्या है यह एक तरह का कई अनुक्रम संरेखण है एक स्थिति है विशिष्ट पुनरावृत्त BLAST संरेखण तो उनके पास पहले अनुक्रम या समान अनुक्रम को डालकर कई अनुक्रम संरेखण हैं तो उनके पास यह अनुक्रम संरेखण और साथ ही एक संरचित आधारित अनुक्रम संरेखण है यदि आपके पास पीडीबी प्रविष्टियां हैं तो वे एक साथ संयुक्त हैं यदि उनके पास यह पीडीबी प्रविष्टियाँ नहीं हैं उदाहरण के लिए गैर पीडीबी तब उन्हें यह अनुक्रम पहचान PSI BLAST से ही मिलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि संरचनाएं ज्ञात नहीं हैं तो उनके पास ये PSI BLAST अनुक्रम हैं वे होमोलॉग्स अनुक्रम करते हैं और यह आपको केवल अनुक्रम जानकारी का उपयोग करके मूल्यों और नॉन रेडंडान्त अनुक्रम देगा तो आप किसी भी प्रोटीन अनुक्रम को कम करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं मैंने अनुक्रम पहचान की विभिन्न श्रेणियां कीं तो इस PISCES सर्वर के लिए इनपुट अनुक्रम क्या है यह फास्टो प्रारूप में अमीनो एसिड अनुक्रम को इनपुट के रूप में लेता है और फिर नॉन रेडंडान्त अनुक्रम देता है तो यह वेब सर्वर है इसलिए जहां आप अपने क्वेरी अनुक्रम सबमिट कर सकते हैं और आपको आउटपुट ईमेल से मिलेगा या आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि डेटा की संख्या कम है आप इसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस फ़ाइल सर्वर के साथ समस्या यह है कि यह केवल कम संख्या में अनुक्रमों को संभाल सकता है क्वेरी अनुक्रम के बारे में कुछ सीमाएँ हैं जब CD HIT या Blastclust के मामले में आप किसी भी क्रम को प्राप्त कर सकते हैं यह बड़ी मात्रा में अनुक्रमों को संभाल सकता है तो वह CD HIT के साथ साथ PISCES सर्वर के बीच एक अंतर है तो यह ऑनलाइन टूल है इसलिए यदि आप उन अनुक्रम को प्राप्त करना चाहते हैं जो पहले से ही सर्वर में उपलब्ध हैं आप ये पा सकते हैं या यदि आप अपना स्वयं का डेटा सेट बनाना चाहते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास 1000 अनुक्रम हैं या आप नॉन रेडंडान्त अनुक्रम प्राप्त करना चाहते हैं इस मामले में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं सर्वर तक पहुंच सकते हैं हमारी अपनी सूची बनाने के लिए यदि आप उस पर क्लिक करते हैं यह विभिन्न विकल्पों के लिए पूछेगा जो आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यदि आप के पास अपने स्वयं के अनुक्रम है आप पिछले वाला एक रख सकते हैं यहाँ आप अनुक्रम की अपनी फ़ाइल देख सकते हैं यदि आप सबमिट करते हैं फिर आप इसे अगला पृष्ठ प्राप्त कर सकते हैं यहाँ आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में अपना फास्टा अनुक्रम पेस्ट या टाइप करना है आपके पास सीक्वेंस हैं आप यहां टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं या आप फाइल अपलोड कर सकते हैं उनके पास अपलोड फाइल का विकल्प है आप अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ कर सकते हैं और आप उस फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं जिसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस किस प्रारूप में हैं छात्र फास्टा Fasta प्रारूप क्योंकि यह किसी भी UniProt अनुक्रमों के Fasta प्रारूप को स्वीकार करता है फिर आप अपने विकल्प भी दे सकते हैं अधिकतम प्रतिशत पहचान आपको क्या चाहिए 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत या सही इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार सीमा दे सकते हैं समस्या के आधार पर प्रारंभिक डेटा सेट और आपकी आवश्यकता के आधार पर आप सीमा निर्धारित कर सकते हैं आम तौर पर हम एक सीमा के रूप में 25 प्रतिशत प्राप्त करते हैं तब वे श्रृंखला की लंबाई के बारे में पूछते हैं क्या हमें सभी अनुक्रमों पर विचार करने की आवश्यकता है या कुछ छोटे अनुक्रम और बड़े अनुक्रम को छोड़ देना चाहिए तो यहां हम 40 या 50 दे सकते हैं क्योंकि कई प्रोटीन 50 से अधिक अवशेष हैं केवल कुछ अपवाद तो इस मामले में आप न्यूनतम लंबाई दे सकते हैं आपको न्यूनतम लंबाई की आवश्यकता क्यों है यह पेप्टाइड्स पर विचार करने से बच सकता है कई छोटे पेप्टाइड हैं इस मामले में आप इन पेप्टाइड्स से बच सकते हैं न कि अनावश्यक डेटा सेट और अधिकतम श्रृंखला की लंबाई जिसे आप निर्दिष्ट कर सकते हैं आपके गणना उद्देश्य के लिए तब यह इन सभी जानकारियों को इनपुट के रूप में लेता है

और अगर आप सबमिट करते हैं तो यह आपको अनुक्रम प्रदान करेगा यहाँ यह पूर्ण अनुक्रम है और यह आईडी ID's की सूची है आप यहाँ आईडी देख सकते हैं और यहाँ हम पूर्ण क्रम देते हैं और यहाँ हम अनुक्रम आईडी दे सकते हैं इसलिए आप नॉन रेडंडान्त अनुक्रम प्राप्त करने के लिए PISCES का उपयोग कर सकते हैं लेकिन PISCES का एकमात्र नुकसान है यह केवल कम संख्या में अनुक्रमों को संभाल सकता है फिर यह एक क्लस्टरिंग तकनीक का उपयोग करता है फिर वे आखिरकार वे आपको नॉन रेडंडान्त अनुक्रम का अंतिम सेट देंगे इसलिए अब तक हमने कक्षा में क्या चर्चा की आज का व्याख्यान छात्र अतिरेक पहले हमने अतिरेक के बारे में चर्चा की थी इसलिए अतिरेक क्या है छात्र अनुक्रमों का अधिक प्रतिनिधित्व सही हम देख सकते हैं कि क्या एक ही क्रम हैं यदि एक या एक से अधिक क्रम हैं जो किसी भी डेटा सेट में मौजूद हैं यदि हम एक विशिष्ट डेटा सेट में निर्माण करते हैं जिसमें 100 क्रम होते हैं क्या कोई अनुक्रम या कोई 2 या 3 क्रम हैं जो उच्च अनुक्रम पहचान के साथ सामान्य जानकारी साझा करते हैं इसलिए यदि हम उच्च अनुक्रम पहचान साझा करते हैं तो इन अनुक्रमों को अतिरेक अनुक्रम कहा जाता है फिर नॉन रेडंडान्त अनुक्रम को कैसे प्राप्त करें उदाहरण के लिए यदि आपके दो क्रम हैं अलग अनुक्रम पहचान और एक तीसरी यह अलग अनुक्रम पहचान है यदि आप 50 प्रतिशत से अधिक के अनुक्रम चाहते हैं तो हमें क्या करना है जब पहला दो बहुत अधिक होता है इसलिए आप एक को रख सकते हैं और दूसरे को त्याग सकते हैं क्योंकि यदि आपके पास वही सीक्वेंस हैं जो अंतिम गणना के साथ साथ किसी भी प्रेडिक्शन एल्गोरिदम के लिए एक पूर्वाग्रह को कम करेंगे हमने दो उदाहरणों की जांच की कि क्या होगा यदि एक ही अनुक्रम दो बार या तीन बार मौजूद हैं सुविधाओं के आधार पर उनमें से कुछ का प्रतिनिधित्व किया गया है और उनमें से कुछ को कम करके आंका गया है पूर्वाग्रह से बचना नहीं चाहिए हमें नॉन रेडंडेंट अनुक्रमों का निर्माण करने की आवश्यकता है तो नॉन रेडंडेंट अनुक्रमों के निर्माण के लिए हमने किन विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की छात्र सीडी हिट सीडी हिट छात्र ब्लास्टक्लास्ट ब्लास्टक्लस्ट छात्र PISCES और PISCES तो सीडी हिट का उपयोग करने का क्या फायदा है छात्र यह बड़े डेटासेट को संभाल सकता है इसमें बड़े डेटा सेट हो सकते हैं छात्र बहुत तेज है यह बहुत तेज है हां तो इस सीडी हिट का नुकसान छात्र 30 प्रतिशत तक यह 30 से 40 प्रतिशत अनुक्रम आइडेंटिटी संभाल सकता है क्योंकि इसके दो संस्करण हैं एक ऑनलाइन है और एक स्टैंडअलोन संस्करण है इसलिए आप केवल 30 प्रतिशत या 40 प्रतिशत अनुक्रम आइडेंटिटी तक ही संभाल सकते है आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रम के आधार पर तो यह किस सिद्धांत का उपयोग अनुक्रमों को क्लस्टर करने के लिए करता है छात्र हामिंग दूरी K का अर्थ है क्लस्टरिंग इन समूहों को बनाने के लिए इस K का अर्थ है क्लस्टरिंग कैसे काम करता है सभी अनुक्रमों पर विचार करने का प्रयास करें और हम कुछ संख्या में क्लस्टर कर सकते हैं तो यह K क्लस्टर और फिर उस विशेष क्लस्टर के भीतर अनुक्रमों में समान अनुक्रमों को रखने की कोशिश करता है और वे सभी मूल्यों को फिर से और फिर से व्यवस्थित करते हैं इसलिए उस विशेष क्लस्टर के भीतर न्यूनतम अतिरेक को बनाए रखा जाता है यह किसी भी क्लस्टर को ले जाएगा आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के पूरी तरह से करीब है फिर वे विभिन्न समूहों से प्रतिनिधियों को लेते हैं इस स्थिति में आप अपने अनुक्रमों के बीच न्यूनतम अतिरेक प्राप्त कर सकते हैं इसलिए क्लस्टरिंग तकनीकों के लिए हम विभिन्न विशेषताओं का क्या उपयोग करते हैं हमने दो पहलुओं पर चर्चा की दोनों किस पर आधारित हैं छात्र दूरी यह एमिनो एसिड संरचना इसलिए एक हैमिंग दूरी और यूक्लिडियन दूरी है इसलिए अगर आपके पास कोई सीक्वेंस हैं आप मूल्यों की गणना कर सकते हैं और किसी भी सीमा को बना सकते हैं यदि जोड़े उस सीमा से अधिक हैं तो आप एक को त्याग सकते हैं तो नॉन रेडंडान्त अनुक्रम को प्राप्त करने में कुछ फायदे कुछ नुकसान उदाहरण के लिए यदि हमारे पास 100 अनुक्रम हैं 10 क्लस्टर में बने पहले क्लस्टर में 20 दूसरे क्लस्टर में 5 और दूसरे क्लस्टर में 1 है फिर प्रतिनिधि डेटा कैसे प्राप्त करें अगर यह 1 है यह आसान है आप इसे उठा सकते हैं अगर वह 10 है तो आपको प्रतिनिधि कैसे मिलेगा छात्र सामान्य वाला आम तौर पर हम बेतरतीब ढंग से एक उठा लेंगे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं यही कारण है आपको बार बार क्लस्टर करना पड़ता है और आप देख सकते हैं कि यदि आप प्रत्येक क्लस्टर से इन विभिन्न अनुक्रमों को उठाते हैं तो क्या होगा आप देख सकते हैं कि वे लगभग समान विशेषताओं में हैं तो आप समान डेटा प्राप्त कर सकते हैं तब भी आप यह जांचने के लिए कर सकते हैं कि आपका डेटा महत्वपूर्ण है या नहीं तो फिर दूसरा एक ब्लास्टक्लस्ट है ब्लास्टक्लस्ट के क्या फायदे हैं छात्र यह बड़े डेटा को भी संभाल सकता है यह बड़े डेटा सेट को भी संभाल सकता है और आप कम अनुक्रम अतिरेक के साथ जा सकते हैं 20 प्रतिशत 25 प्रतिशत भी आप कर सकते हैं और यह कवरेज पर भी विचार करता है क्वेरी कवरेज ताकि आप अनुक्रम को क्लस्टर करने के लिए ब्लास्टक्लस्ट का उपयोग कर सकें तीसरे हमने PISCES के बारे में चर्चा की यहां इसका उपयोग करना आसान है क्योंकि यदि आप लंबाई पर सभी अनुक्रम देते हैं आपको नॉन रेडंडान्त अनुक्रम मिलेंगे लेकिन केवल नुकसान है यह सीमित संख्या में अनुक्रम को संभाल सकता है इस मामले में आपको बार बार ऐसा करना होगा अपने अनुक्रम को लें और नॉन रेडंडान्त प्राप्त करें और फिर एक और सेट बनाएं और नॉन रेडंडान्त अनुक्रम और क्लस्टर प्राप्त करें और फिर से डालें आपको नॉन रेडंडान्त अनुक्रम प्राप्त करने के लिए फिर से चलना होगा इसलिए हमने नॉन रेडंडान्त सेटों और प्राथमिक अनुक्रम की विभिन्न विशेषताओं के निर्माण के बारे में चर्चा की हमारे द्वारा गणना किए गए विभिन्न पैरामीटर हैं और हमने विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया है अब अगली कक्षा में हम अगले स्तर के बारे में चर्चा करेंगे प्रोटीन संरचना का अगला स्तर क्या है माध्यमिक संरचनाएं विभिन्न माध्यमिक संरचनाएं क्या हैं छात्र अल्फा हेलिसेस अल्फा हेलिसेस बीटा स्ट्रैंड्स कॉइल और सभी इसलिए हम विभिन्न माध्यमिक संरचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे रामचंद्रन प्लाट के निर्माण में इन माध्यमिक संरचनाओं के संभावित अनुमत स्थान क्या हैं किसी भी एमिनो एसिड अनुक्रम से इन माध्यमिक संरचनाओं की प्रेडिक्शन कैसे करें इन प्रेडिक्शन तकनीकों की विश्वसनीयता क्या है इतियादी हम अगले कुछ वर्गों में चर्चा करेंगे आपके ध्यान के लिए धन्यवाद